अभी हम डेयरी किया जाता है और इसके क्या क्या मापदंड हो सकते हैं तो मैडम क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि यहां पर क्या करते हैं और मिल्क का क्वालिटी चेक कैसे करते हैं हेलो मेरा नाम प्रियंका राव और मैं यहां ट्रेनिंग जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही हूं तो यह लैबोरेट्री डॉक लैब एस एन एफ SNF आदि इसके अलावा दूध में पानी की मिलावट नमक चीनी इत्यादि का भी टेस्ट किया जाता है और क्योंकि हम सीधे दूध मंडली के मेंबर्स के साथ काम करते हैं तो हमें बहुत ही सतर्क रूप से इन सब मापदंडों को चेक करना पड़ता है तो आइए हम आपको यह सारे मापदंड हमारी मशीन में दिखाते हैं तो अब हमें दूध के नमूने मिलते हैं तो हम उनको यहां पर लेकर आते हैं और यह हमारी FD1 मशीन है और यह मशीन सारे पैरामीटर यानी मापदंडों को दिखाती है जैसे Fat SNF लेक्टोज TS एसिडिटी नमक आदि क्योंकि दूध में इन सब की मिलावट हो सकती है और यही मिलावट के मापदंड हैं तो अब हम डेरी के प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लांट भी है मैं उन से निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने इस लेब के बारे में समझाएं उसकी फैसिलिटी के बारे में समझाएं और क्या और कैसे प्रोसेस किया जाता है इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएं मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सबके के बारे में बताएं कि यहां पर हम किस तरह से काम करते हैं यह मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है और यह हमारा सेंट्रलाइज मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट हीटिंग सेक्शन में हम दूध को 278 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैंऐसा करने से सारे बैक्टीरिया निकल जाते हैं और और उस दूध को 4 डिग्री पर ठंडा किया जाता है जिसके कारण जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती है ओके इसके बाद ओके तो यह सब यहां कैसे काम कर रहा है कितने इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास हमारे यहां 9 प्लांट्स है क्या आप हमें विस्तार पूर्वक इनके बारे में समझाएंगे हां क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट में कैसे कार्य होते हैं अब हमारे साथ मिस्टर पीसी पटेल है जो इस प्लांट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है तो क्या आप हमें इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं मैं पीसी पटेल हूं और इस प्लांट की इंस्ट्रूमेंटेशन से लगती हुई कार्यवाही को संभालता हूं अगर हम इस प्लांट के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करें तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में टेंपरेचर कंट्रोल लूप लगा है और सभी पाश्चराइजर में हार्टले सेंसर प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं तो दूसरे कौन से अलग अलग लेवल सेंसर है हर एक लेवल सेंसर के लिए हाइड्रोस्टेटिक का इस्तेमाल किया जाता है पहले हमने इंफ्रारेड लगाए थे पर दूध में झाग होने के कारण दूध का लेवल सेंसर नहीं बता पाते हैं यह सेंसर का डाटा कहां देख सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रोल लेवल को इंडिकेटर के साथ इंस्टॉल किया जाता है तो इस इंडिकेटर के द्वारा आपको डाटा का मैंने नहींपता लग सकता है हां यह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के सेक्टर हैं अब हम प्रोसेस सेक्शन के एल्को रूम में है जहां पर हमें हाइड्रोस्टेटिक लेवल सेंसर और टेंपरेचर सेंसर दूध सीलो पर लगाया गया है ताकि हमें दूध का लेवल और टेंपरेचर पता लग सके यहां पर टेंपरेचर सेंसर जिसे RTD सेंसर भी कहते हैं उसे देख सकते हैं और इसके साथ हाइड्रोस्टेटिक लेवल सेंसर भी देख सकते हैं यहां से हम डाटा आउटपुट लेकर सीलो में दूध के लेवल का पता लगा सकते हैं आइए हम देखते हैं कि हम मिल्क सिलो इंडिकेटर और टेंपरेचर इंडिकेटर किस तरह से लगाते हैं जहां आप 1200 देख सकते हैं वहां गुणन कारक हजारों है साइलो की संख्या में 12000 लीटर दूध होता है और दूसरी पंक्ति में क्रमशः कुछ तापमान संकेत होते हैं अब हम मिल्क पाश्चराइजर प्लांट में हैं यह एक बहुत भीड़ वाला इलाका है और मुझे थोड़ा जोर से बात करनी पड़ेगी ताकि आप मेरी बात सुन सके जहां देख रहे हैं हो टेंपरेचर माइक्रोप्रोसेसर बेस लेवल टेंपरेचर कंट्रोलर है और यह टेंपरेचर स्केनर है यहां हम विभिन्न प्रकार के तापमान की संख्या देख सकते हैं विशेष रूप से दूध पाश्चराइजर की भी और हम अपने इथरनेट कनेक्शन के द्वारा डाटा को कंप्यूटर तक ले जा सकते हैं जो यहां देख रहे हैं वह एक डायवर्टर वाल्व है डायवर्टर वाल्व तब सक्रिय होता है जब विशेषता तापमान निर्धारित बिंदु से नीचे चला जाता है यह एक न्यूमेटिक वाल्व है जहां पर हम टेंपरेचर को कंट्रोल कर सकते हैं तो अब हम पावर की सेटिंग प्लांट में हम यहां देखेंगे के मिल्क से मिल्क पाउडर कैसे बनता है और यह बड़ा जटिल प्लांट है डेरी के पास है पाउडर प्रोसेसिंग के लिए मेरे साथ प्लांट के मैनेजर मिस्टर परीक है जो आपको इस प्रोसेस बारे में समझाएंगे मूल रूप से दूध एक खराब होने वाला उत्पाद है अगर हम दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें दूध को दूध पाउडर में बदलना चाहिए आप सच बोल रहे हैं चार अलग अलग उत्पाद का उत्पादन कर रहा है यह स्किम्ड पाउडर है जिसमें कोई फैट नहीं है ठीक है यह लो फैट वाला है दूसरा वाला जो है वह पूरा मिल्क पाउडर है और वह वही दूध देगा जो हम रोज पीते हैं और यह दूधबच्चों का दूध है और चौथा वाला डेरी व्हाइटनर है सही बात है मिल्क पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें दूध में से पानी को निकालना होगा सही बात है अगर हम दूध को लगातार गर्म करें और खुले में गर्म करें तो प्रोटीन और दूसरी चीजें विकृत हो जाएंगे तो हमें दूध को उसी तरीके से रक्षित करना होगा सही बात है हम पानी को दूध से अलग इवेपरेशन प्लांट में करते हैं सही बात है वह वेक्यूम के अधीन है स्क्रीन की मदद से हम लो बोलिंग टेंपरेचर पर दूध गर्म करते हैं तो बोलिंग टेंपरेचर कितना हो सकता है दूध का अधिकतम तापमान 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है न्यूनतम 48 इवेपरेशन प्लांट में अलग अलग इफेक्ट होते हैं 1kg पानी को इवेपरेट करने के लिए 1kg भाप की जरूरत होती है ठीक है एक प्लांट मेंअलग अलग प्रभाव होते हैं छे अलग अलग प्लांट है जिसमें हम सिर्फ 150 ग्राम भाप इस्तेमाल करते हैं 1 किलो पानी को वाष्पित करने के लिए इवेपरेशन करते हैं तो इवेपरेशन प्लांट में पानी को वाष्पित करते हैं और दूध को केंद्रित करते हैं सही बात है और स्प्रे कार्ट में केंद्रित दूध को स्प्रे किया ठीक है स्प्रे कार्ट में हम एक सेंट्रीफ्यूगल एटमाइज़र डिस्क के माध्यम से स्प्रे करते हैं ठीक है और गर्म हवा के माध्यम से हम दूध को गर्म करते हैं ठीक है जिस का टेंपरेचर 175 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सही बात है गर्म हवा की मदद से हम दूध को सुखाते हैं ठीक है कंसंट्रेटेड दूध ठीक है पाउडर के अंदर ठीक है इसके बाद हम इसे ठंडा करते हैं और फिर हम विभिन्न प्रकार के पैकेट में पैक करते हैं यह बुनियादी है यह पूरा प्रोसेस और प्रोसेस का कंट्रोल यह विशेष रूप से यह कमरे में होता है जी यह मूल कंसोल है यहां पर APV इन्वेंसिस DCS सिस्टम है सही बात है और हम वहां से कंट्रोल करते हैं ठीक है सही बात है धन्यवाद तो यह जो आप देख रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है तो यह सब चीजें पूरे प्लांट को कैसे कंट्रोल करता है वह मिस्टर पटेल आपको समझाएंगे तो हम DCA के मार्शलिंग केबिनेट मैं हैं जहाँ हम एक DCA सिस्टम के साथ शामिल विभिन्न प्रकार के उपकरणों की पहचान कर सकते हैं यहां पर हम देख सकते हैं दो कंट्रोल प्रोसेसर है परंतु सवाल यह उठता है कि सिर्फ दो कंट्रोल प्रोसेसर क्यों डाले हैं दो कंट्रोल प्रोसेसर इसलिए डाले गए हैं अगर एक चलना बंद पड़ जाए दूसरा कंट्रोल ऑटोमेटिक के लिए ले सकता है तो यह दोष सहिष्णुता है आपको पता है अगर बंद पड़ जाता है तो दूसरा अपने आप प्रोसेस करना शुरू कर देगा संक्रमण अपने आप हो जाएगा और यह नोड बस है सही बात है और यह नोड बस के साथ जुड़ा हुआ है और यह APMs है तथा फील्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा APMS DCA सिस्टम को कनेक्ट करता है ठीक है एक एनालॉग इनपुट है नीला रंग वाला APMs डिजिटल इनपुट को दर्शाता है अगर आप मैदान से आते हैं तो आपको मजेंटा रंग का एनालॉग इनपुट दर्शित होगा ये DCA सिस्टम के आर्किटेक्चर हैं तो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही इस सिस्टम में संभाले जाते हैं बहुत बढ़िया धन्यवाद दूध पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग दो प्रोसेस में विभाजित किया गया है पहला इवेपरेशन और दूसरा स्प्रे ड्राइंग इवेपरेशन प्लांट में दूध एक अलग प्रभाव में एक वैक्यूम के तहत गर्म होता है और दूध की एकाग्रता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और स्प्रे ड्रायर मैं 50 कंसंट्रेटेड दूध को स्प्रे किया जाता है और पानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर उबाला जाता है और दूध पाउडर और पानी एक दूसरे के संपर्क में ड्राइंग चेंबर में आते हैं और फिर उसको अलग अलग पैकेट में पैक किया जाता है हम दूध पाउडर को 1 किलो पाउच या 500 ग्राम पाउच वाले में पैक करते हैं यह वाला इन्फेंट मिल्क फूड है और यह दूसरा वाला स्किम मिल्क पाउडर है इन्फेंट मिल्क फूड अमूल स्प्रे वाला है और स्किम मिल्क पाउडर सागर SMB का है तो यह मक्खन का खंड है और हम क्रीम को प्रोसेस में ले जाएंगे इस सेक्शन में इस क्रीम से मक्खन बनाएंगे हम स्क्रीन से निरंतर मक्खन बनाने की प्रक्रिया करेंगे और हमारा दिन भर का प्रोडक्शन हंड्रेड मेट्रिक टन है इसमें से 25 टन अमूल बटर की पैकिंग में होगा और 75 टन सफेद बटर सफेद मक्खन को हम पुनर्गठन के लिए रखेंगे हर रोज अमूल बटर 25 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग में बनाया जाता है हम1200 मिल्क सोसायटी से 25 परसेंट दूध सुबह शाम कैन में लेंगे 75 परसेंट दूध BMC से लेंगे आज हम अमूल मक्खन सागर घी मीठा गाढ़ा दूध और मुख्य रूप से पाउडर के साथ हमारे उत्पाद का उत्पादन करेंगे इससे हम 350000 लीटर दूध मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन करेंगे 500000 लीटर दूध Daryuda और मानसरोवर प्लांट में प्रदर्शन करेंगे तो हम पहले मौसम में 3 पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लीज करेंगे तू अभी हम हम उस दूधसागर डेयरी में है जो इस देश की सबसे बड़ी डेयरी है जो मेहसाना डिस्टिक गुजरात में है सुबह से कई सारा दूध आस पास के गांव से ट्रकों में आ रहा है जैसा देख सकते हैं कई सारा दूध आ रहा है दूध और कंटेनर बेस्ड दूध अलग अलग प्रोसेस किया जाता है जैसा कि हमने देखा कि बड़े बड़े ट्रक में दूध आसपास के गांव से लाया जाता है उसे टेस्ट किया जाता है तथा उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाती है और आगे की प्रक्रिया करने के लिए दूध भेजा जाता है यह प्रसंस्करण बहुत परिष्कृत प्रणाली के माध्यम से होता है और यह प्रणाली काफी हद तक उच्च अंत मशीनरी और उपकरणों के साथ एक स्वचालित प्रणाली है मूल रूप से जो होता है वह बहुत सारे पास्चुरीकरण के बाद दूध के पैकेट का प्रसंस्करण होता है और इसलिए दूध के पैकेट पर ऐसा होता है इस डेरी में कई सारे और भी प्रोडक्ट बनते हैं अर्थात मक्खन मक्खन का पैकेजिंग अलग अलग दूध के पाउडर आदि यह सब भी किया जाता है यह सब कैसे किया जाता है वह अब हम आपको दिखाएंगे और विभिन्न उत्पादों के लिए दूध के इस प्रसंस्करण में बहुत अधिक परिष्कृत प्रणाली शामिल है तू पहले जैसा मैंने आपको बताया के दूध को आस पास के गांव से अलग अलग कंटेनर में लाया जाता है और फिर उसे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है प्रोसेसिंग कंट्रोल प्लांट